हेलो स्टूडेंट्स तो हम अपना अनंत समाकल का अगला भाग शुरू करेंगे और इस भाग में हम मूलतः अनंत समाकल के दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे अनंत समाकल का दूसरा प्रकार और कुछ नहीं बल्कि जब आपके फलन f की डिस्कंटीन्यूटी हो है तो इसे परिभाषित करने के लिए चलिए प्रकार II लिखते हैं अनंत समाकल के इस प्रकार के लिए तो यदि फलन f की केवल बाँये हाथ की और के बिंदु a पर अनंत डिस्कंटीन्यूटी हो तो abfxdx से हमारा अर्थ है∈→0a∈bfxdx जहां 0 𝜀 𝑏−𝑎 तो इसका अर्थ हुआ यदि मानीये की हमारे पास अनंत डिस्कंटीन्यूटी है बाँये हाथ की और के बिंदु पर बाँये हाथ की और के बिंदु पर तो इस स्थिति में हम बाँये हाथ की और के बिंदु मे एक छोटा एप्सलोन जोड़ देते हैं जहां एप्सलोन एक स्वतंत्र छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा इसके बाद यह हमें समाकल का मान प्रदान कर देगा तो हम उस बिंदु से निजात पा लेंगे जहां डिस्कंटीन्यूटी है और तब हम समाकल को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम एप्सलोन को 0 बना देंगे और यह सीमा वास्तव में हमारे अनंत समाकल की सीमा होगी इसी प्रकार मानीये की हमारे पास डिस्कंटीन्यूटी है तो मैं पूरे कथन को छोड़ रहा हूं तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि हमारे पास अनंत डिस्कंटीन्यूटी है तो अनंत डिस्कंटीन्यूटी बिंदु xb पर या दाएं हाथ की और के बिंदु पर है तो इस स्थिति में समाकल का मान abfxdx∈→0ab ∈fxdx होगा तो इसका अर्थ होगा कि हम पुनः अंतराल b के पार नहीं जा सकते हैं तो हमें अंतराल के अंदर ही रहना पड़ेगा अन्यथा समाकल की रेंज अंतराल ab से परे चली जाएगी तो हमने क्या किया की हमने b मे से एप्सलोन को घटाकर उस बिंदु से मुक्ति पाली और यह हमें समाकल का मान b एप्सलोन पर प्रदान कर देगा और इस सीमा को ज्ञात करने पर हमें समाकल abfxdx का मान प्राप्त हो जाएगा और एक और प्रकार हो सकता है माना कि हमारे पास समाकल abfxdx है तो इस अंतराल में एक बिंदु होगा तो f कि एक डिस्कंटीन्यूटी है तो इस अंतराल मे एक बिंदु xc पर f कि एक डिस्कंटीन्यूटी है तो इसका अर्थ हुआ कि अंतराल a से b के बीच एक ऐसा बिंदु c विद्यमान है जहां फलन संतत नहीं है तो एक ऐसा बिंदु c विद्यमान है कि जहां फलन संतत नहीं है और अब हम क्या करेंगे हम समाकल को abfxdxacfxdxcbfxdx लिखेंगे जैसा कि हमने सीमाओं के लिए किया था जहां दोनों सीमाएं अनंत थी तो यहां भी डिस्कंटीन्यूटी के बिंदु पर हम समाकल को डिस्कंटीन्यूटी के बिंदुओं में तोड़ सकते हैं और यहां मैं अब ∈→0ac ∈fxdx लिख सकता हूं और यहां मैं ∈→0c∈bfxdx या 0cδbfxdx लिख सकता हूं तो यह यदि दोनों सीमाएं विद्यमान है तो इस स्थिति में यह हमें समाकल का मान प्रदान कर देगा और मानीये यदि आपके पास एक से अधिक बिंदुओं पर डिस्कंटीन्यूटी है मानते हैं कि यदि यहां एक बिंदु d है तो हम मूलतः accddb लिखेंगे तो इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास परिमित संख्या में अनंत डिस्कंटीन्यूटी है तो हम समाकल को परिमित संख्या में उप समाकलो में विभाजित कर देंगे और इन हर एक उप समाकलो मैं हम ∈→0 प्रकार की सीमा लगा देंगे और इसके बाद हम इन परिमित उप समाकलों का मान ज्ञात करेंगे और यह हमें समाकल का मान प्रदान करेगा तो अब ऊपर वर्णित परिभाषाओं पर आधारित कुछ उदाहरण करते हैं तो हमारा पहला उदाहरण होगा की 𝐼01dxx ज्ञात कीजिए यदि यह अभिसारी हो तो यहां हम देख सकते हैं कि 0 अनंत डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है तो ध्यान दीजिए कि 0 अनंत डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है या अनंत डिस्कंटीन्यूटी का अकेला बिंदु है क्योंकि केवल यही अनंत डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है और मैं अपने I को ∈→00∈1dxx लिख सकता हूं तो यह ∈→0logex1 हो जाएगा और तब इसे ∈→0loge1 loge लिख सकते हैं अब log𝑒1 0 है तथा log𝑒𝜀 यहां है अब log𝑒1 0 हैपरंतु यह यहाँ तो −log𝑒𝜀 होगा तो जब एप्सलोन जीरो की ओर जाता है तो log𝑒𝜀 ऋणात्मक अनंत की ओर जाएगा तो इसका अर्थ हुआ कि पूरा पद ∞ की ओर जाएगा तो यह log𝑒𝜀 −∞ की ओर जाएगा जब 𝜀→0 तो यह पूरा पद ∞ की ओर जाएगा अर्थात यह पूरी चीज अपसारी है तो यह अपसरण करता है और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा समाकल I अपसारी हे या विद्यमान नहीं है ठीक है आगे हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहां हम कम से कम अभिसरण तो प्रदर्शित कर सकें तो हम मानते हैं 𝐼01dx1 x2 तो हमें अनंत समाकल का प्रकार पहचानना है तो आपके पास फलन में जो भी डिस्कंटीन्यूटी हो या सीमाओं में आपके पास जो भी असहजताए हो तो एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो यहां इस स्थिति में सीमाएं तो सही है क्योंकि सीमाएं परिमित है 0 तथा 1 जबकि हम देख सकते हैं कि फलन x1 पर असंतत है जैसा कि मैं कह रहा था कि यहां बहुत संभावना है कि आपके पास एक ऐसा फलन हो जो 2 बिन्दुओ या 3 बिन्दुओ या और भी बिंदुओं पर असंतत हो और तब इस स्थिति में हमें इस समाकल को उतनी ही संख्या में उप समाकलो मे तोड़ना पड़ेगा तो यहां पर क्या होता है हम सबसे पहले इस असांतत्यता से निजात पाते हैं 01 ∈dx1 x2 अब हम इसे ∈→001 ∈dx1 x2 लिख सकते हैं हम यहां पर एक छोटी सी टिप्पणी कर सकते है ध्यान दीजिए कि असांतत्यता का केवल एक ही बिंदु 1 है तो आगे हम समाकल का मान लिख सकते हैं तो हमारे पास यहां 1 x2 हे यह मूलतः sin−1𝑥 होगा तो sin 1x01 ∈ तो 01 ∈ तथा इसके बाद हम सीमाएं प्रतिस्थापित करेंगे तो यह sin−11−𝜀−sin−10 हो जाएगा तो जब 𝜀 0 की तरफ जाएगा तो sin−11−𝜀 मूलतः sin−11−sin−10 हो जाएगा और sin−11 𝜋2 है तो इसलिए समाकल I का मान वास्तव में 𝜋2 हे तथा यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा समाकल I अभिसारी है ठीक है तो यह इस तरह का एक उदाहरण है जहां पर हमने ऊपरी सीमा मे से एप्सलोन को घटाया और हमें केवल समाकल की गणना करनी है और इसके बाद हमें एप्सलोन 0 की ओर जाता है का प्रयोग करना है तथा यह हमें समाकल I का मान प्रदान कर देगा तो हमने दोनों प्रकारों के उदाहरणों को पढ़ लिया अगला उदाहरण मानते है कि इस प्रकार का है समाकल 11dxx3 का मान ज्ञात कीजिए यदि यह विद्यमान है तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि यह किस प्रकार का समाकल है तो यहां समाकलन की सीमा 11 है तो सीमाएं बहुत सही हैं क्योंकि यह परिमित हैं अब x 1 तथाx1 पर यह फलन अपरिबद्ध भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फलन 11 के मध्य अपरिबद्ध नहीं है हालांकि यह सत्य नहीं है क्योंकि x0 11 के मध्य एक ऐसा बिंदु है जहां यह फलन अपरिबद्ध है तो यह अब इस प्रकार के वर्ग में आता है यहां पर यह और अब हमें इस पूरे समाकल को 2 उप समाकलो में बांटना पड़ेगा तो चलिए उस स्लाइड पर वापस चलते हैं तो यहां पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि x0 अनंत असांतत्यता का बिंदु है ठीक है और अब मैं अपने समाकल I को 10dxx3 01dxx3 लिख सकता हूं और अब मैं इन 2 समाकलों को 𝐼1𝐼2 लिख सकता हूं जहां 𝐼1 यह और 𝐼2 यह है तो आगे अब हम हमारे समाकल 𝐼1 को देखेंगे तो 𝐼1 10dxx3 है तो इसे हम ∈→0 की तरह लिख सकते हैं और क्योंकि असांतत्यता I की ऊपरी सीमा पर है इसमें से हम छोटे से मान एप्सलोन को घटायेगे ∈→0 10 ∈dxx3 तो अब समाकल का मान समाकल का मान 12x2 1 ∈ हो जाएगा और यदि मैं यह सीमा इसमें प्रतिस्थापित कर दूं तो यह ∈→0 1221 हो जाएगा अब जब 𝜀→0 होगा तो 122 विद्यमान नहीं होगा तो यह अनंत की ओर अपसरित हो जाएगा तो यह पूरी चीज तो यह अनंत की ओर अपसरित हो जाएगा अतः यह पूरी चीज अपसारी होगी और क्योंकि यदि हम 2 उप समकलों को लिख रहे हैं यदि उनमें से एक भी यदि वह दोनों अभिसारी हो तो पूरी चीज अभिसारी होगी परंतु यदि उनमें से एक भी अपसारी हो तथा दूसरा अभिसारी हो तो सारी चीज भी पुनः अपसारी होगी और यदि वह दोनों ही अपसारी हो तो सारी चीज भी पुनः अपसारी होगी तो यहां हमारा 𝐼1 अपसारी है इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि समाकल 𝐼2 𝐼2 जोकि मूलतः 01dxx3 है जोकि ∈→01∈1 के बराबर है तो इसका अर्थ हुआ कि 𝜀 तो इसका अर्थ है कि 1dxx3 और यदि हम इस समाकल का मान ज्ञात करें तो हमें मूलतः ∈→0 प्राप्त होगा इसका मान 12122 होगा और तब यह भी अपसारीत होगा तो यह भी अपसारी होगा तो इसका अर्थ हुआ इसलिए हमारा 𝐼𝐼1𝐼2 यह दोनों अपसारी हैं और इस अर्थ हुआ कि हमारा समाकल I भी अपसारी है या विद्यमान नहीं है तो केवल समाकल को 2 उप समाकलों में विभाजित कर हमने प्रत्येक उप समाकल को ज्ञात किया और यदि उनमें से एक भी अपसारी है या यदि यह दोनों ही अपसारी है तो इस स्थिति में संपूर्ण समाकल I भी अपसारी होगा और यदि यह दोनों अभीसारी हैं तो इस स्थिति में संपूर्ण समाकल I भी अभिसारी होगा तो यह जांचने का एक तरीका हुआ की दिया गया समाकल अभिसारी है या नहीं आगे इसी प्रकार का एक और उदाहरण ज्ञात कीजिए 12dxx यदि यह विद्यमान है तो मैं इस उदाहरण के लिए केवल कुछ सहायक सूचना प्रदान करूंगा तो मैं I को लिखता हूं एप्सलोन की सीमा जब या चलिए पहले समाकल को 2 उप समाकलों में लिख लेते हैं तो यहां पुनः 0 असांतत्यता का बिंदु है जो हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं तो मैं इसे 10dxx02dxx लिख सकता हूं और तब हम इसे ∈→0 1 ∈dxx∈→02dxx लिख सकते हैं और तब हम बस प्रत्येक समाकल को ज्ञात करेंगे और तब हम देख सकेंगे की क्या इनमें से एक या यह दोनों अपसारी या अभिसारी हैं इसके आधार पर हम हमारा निर्णय निकाल सकेंगे तो यह बहुत हद तक बिल्कुल सीधा उदाहरण है तो आगे हम इस तरह के समाकल के अभिसरण हेतु परीक्षण को पढ़ेंगे तो आगे हम अभिसरण के परीक्षणों को देखेंगे तो माना कि आपको एक समाकल दिया हुआ है और यदि इसे सीमा प्रक्रिया द्वारा या अनंत समाकल ज्ञात करने के पारंपरिक तरीकों के द्वारा ज्ञात करना सीधा सरल नहीं है तो हम कुछ परीक्षणों को देखेंगे जो सीमाओ तथा समकलों की गणना को छोटा कर दे और केवल इन परीक्षणों के प्रयोग से हमें यह विश्वास हो जाए की हमें दिया गया अनंत समाकल अभिसारी है या नहीं तो ऐसा एक परीक्षण तुलनात्मक परीक्षण कहलाता है और इसके अनुसार यदि f एक अऋणात्मक समाकलनीय फलन है जब 𝑥 ≥ 𝑎 तथा aBfxdx ऊपर से परीबद्ध है प्रत्येक Ba के लिए तो समाकल afxdx अभिसारी होगा अन्यथा ∞ की ओर अपसारी होगा तो यह क्या कहती है यह कहती है कि यदि हमारे पास एक अऋणात्मक समाकलनीय फलन f हे जोकि 𝑥 ≥ 𝑎 के लिए समाकलनीय हे तथा समाकल a से B तक जहां B को ऊपरी सीमा माना जा सकता है या इस समाकलन की रेंज की ऊपरी सीमा परिबद्ध है यदि प्रत्येक B a के लिए तो यह समाकल afxdx भी अभिसारी होगा अन्यथा अपसारी होगा तो यह तुलनात्मक परीक्षण है मानते हैं कि यह तुलनात्मक परीक्षण का पहला प्रकार है या साधारण तरीके से बस तुलनात्मक परीक्षण 1 हम इसे तुलनात्मक परीक्षण 1 लिख सकते हैं तो यह पहला तुलनात्मक परीक्षण हैं और दूसरा तुलनात्मक परीक्षण होगा दूसरा प्रकार होगा यदि f तथा g समाकलनीय फलन इस प्रकार है कि जब 𝑥 ≥ 𝑎 तब 0 ≤ 𝑓𝑥 ≤ 𝑔𝑥 तो समाकल afxdx अभिसारित होगा यदि समाकल agxdx अभिसारित हो तथा समाकल agxdx अपसारी होगा यदि समाकल afxdx अपसारी हो तो इसका क्या अर्थ है कि यदि हमारे पास 2 फलन f तथा g हैं और यह किसी प्रकार से तुलनीय है तो यहां यह असमयिका और कुछ नहीं बल्कि एक तुलना है तो यदि f𝑥 ≤ 𝑔𝑥 तो इस परिस्थिति में यदि फलन g अभिसारी है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि फलन g का समाकल अभिसारी है तो हम कह सकते हैं कि फलन f का समाकल भी अभिसारी होगा तथा यदि फलन f का समाकल अपसारी है तो हम कह सकते हैं कि फलन g का समाकल भी अपसारी होगा तो यह दो तुलनात्मक परीक्षण हैं इस तरह से की आप तुलना कर सकें फलन f या दिए गए f के समाकल की g के समाकल के साथ इस प्रकार तो आप को यह सुनिश्चित करना होगा कि f𝑥 ≤ 𝑔𝑥 है या नहीं हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करने की आवश्यकता है मूलतः g जो इस असमयिका को संतुष्ट करता हो और इसके आधार पर हम परीक्षण कर सकते हैं कि फलन g अभिसारी है या नहीं और इसकी मदद से हम यह कहने में सक्षम होंगे कि फलन f अभिसारी है या नहीं तो यह इस प्रकार का एक तुलनात्मक परीक्षण है एक तीसरा प्रकार है तीसरा प्रकार सीमा परीक्षण है यह सीमा परीक्षण कहलाता है तो यह कहता है कि माना f तथा g दो समाकलनीय फलन है 𝑥 ≥ 𝑎 के लिए g धनात्मक है तो यदि x→∞fg 𝜆 ≠0 तो समाकल afxdx तथा समाकल agxdx दोनों निरपेक्ष रूप से अभिसारित या अपसरित होंगे यह दोनों या तो अभीसारी होंगे या यह दोनों अपसारी होंगे तो यह 3 तरीके का तुलनात्मक परीक्षण है जहां आप मूलतः इस सीमा को ज्ञात करेंगे और यदि यह सीमा अशून्य है तो इस परिस्थिति में हम इन दोनों समकलों के अभिसारी या अपसारी होने की बात करेंगे तो यह दोनों या तो अभीसारी होंगे या यह दोनों अपसारी होंगे तो हमें जो करना है वह यह है कि हमें एक फलन g इस प्रकार ज्ञात करना है की हमारे पास सीमा का मान अशून्य हो और इसके बाद हम अभिसरण की बात कर सकते हैं तो इन 3 तुलनात्मक परीक्षणों पर आधारित हम कुछ उदाहरण करेंगे ताकि सिद्धांत और स्पष्ट हो जाए और यह हमारे अगले व्याख्यान में करेंगे तो मुझे इसका इंतजार रहेगा और आपसे अगली कक्षा में मिलता हूं धन्यवाद